अब हम अगले मॉड्यूल में हैं हमने मैसनरी का विश्लेषण ताकत पहलुओं का हिस्सा पूरा कर लिया है हम ने विकृति देखकर निष्कर्ष निकाला और वह हमारे लिए एक शुरुआती बिंदु है जहां तक डिजाइन पहलुओं का संबंध है आपको कड़ियाँ जानना आवश्यक है तो यह माड्यूल एक विस्तारित माड्यूल होगा जो कि डिज़ाइन ऑफ़ मैसनरी कंपोनेंट्स का देखेगा आईएस 1905 के ढांचे का उपयोग करते हुए जो उनरेन्फोर्स्ड मैसनरी कोड है उसके बाद रेफोरसेद हैं हम डिजाइन के कंपोनेंट्स के माध्यम से जाएंगे और फिर समग्र प्रणालियों के डिजाइन को संबोधित करते हैं लेकिन हमें संरचनात्मक डिजाइन ढांचे को समझने की आवश्यकता है जो मैसनरी संरचनाओं के लिए मौजूद है इसलिए मैं वही दोहराता हूं जो मैंने मॉड्यूल 1 में अलग कोड से शुरू किया था जो मैसनरी संरचनात्मक डिजाइन के लिए उपलब्ध हैं और मैं इसका संदर्भ विशेष रूप से चार कोड को बना रहा हूं यहां संदर्भित एक अन्य दस्तावेज़ एक पुस्तिका है जो डिजाइन कोड के लिए व्याख्यात्मक पुस्तिका हैं इन कोडों के साथ बातचीत कैसे होती है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें मैसनरी संरचनाओं के डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचा दें यह मानते हुए शायद संरचनात्मक डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूकंप है मैसनरी के प्रतिरोधी डिजाइन इसलिए पहला कोड 1905 1987 देख रहे हैं वह एक कोड है जिसकी हाल के वर्षों में फिर से पुष्टि की गई है हम 1905 के अनुसार काम के तनाव के डिजाइन से निपटेंगे लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं हम विभिन्न कोड के बीच के अंतर संबंधों की जांच करेंगे वह हैंडबुक एसपी 20 है जो डिजाइन के लिए व्याख्यात्मक हैंडबुक है यह कुछ निर्माण पहलुओं में भी जाता है तो यह आपके लिए उपयोगी होगा हैंडबुक में दी गई टिप्पणी के साथ आईएस 1905 1987 के खंड को पढ़ें यह आपको इस बात की बेहतर समझ देगा कि कुछ प्रावधानों के कारण वे अभ्यास का कोड हैं दूसरा कोड जो संरचनात्मक डिजाइन को नियंत्रित करता है वह राष्ट्रीय भवन कोड 2016 का संस्करण हैं और मैं भाग 6 के लिए विशिष्ट संदर्भ बना रहा हूं धारा 4 जो मैसनरी के संरचनात्मक डिजाइन से संबंधित है और आपको यह नेशनल बिल्डिंग कोड की मात्रा 1 में विशेष खंड से पता चलेगा अब यह कोड हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास प्रबलित मैसनरी अधिकार पर एक विशिष्ट कोड नहीं है राष्ट्रीय भवन कोड हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास प्रबलित मैसनरी पर समर्पित कोड नहीं है और न ही सीमित मैसनरी पर समर्पित कोड हैं तो सीमित मैसनरी और प्रबलित मैसनरी भारत के राष्ट्रीय भवन कोड में दिखाई देती है आखिरकार हम 1905 जैसे विशिष्ट कोड देखें जो अप्रतिबंधित मैसनरी डिजाइन प्रबलित मैसनरी डिजाइन और सीमित मैसनरी डिजाइन के साथ से संबंधित हैं तो हमें प्रबलित मैसनरी के डिजाइन पहलुओं के लिए राष्ट्रीय भवन कोड का उल्लेख करना होगा इसलिए हम मुख्य रूप से इन दो कोड के खंड के तहत काम करेंगेहालाँकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भूकंप से प्रभावित होने वाला है प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण तो दो महत्व के कोड यहां हैं पहला IS 1893 भाग 1 और यह फिर से एक हालिया संस्करण है यह 2016 का संस्करण है जो इमारतों के लिए सामान्य प्रावधान देता है और इस कोड में भूकंप डिजाइन के मानदंड नीचे रखे गए हैं आपके पास मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना है और भूकंप इनपुट है जिसे भूकंपीय डिजाइन के लिए इस कोड के आधार पर स्थापित किया जाना है तो यह कोड महत्वपूर्ण हो जाता है और अंत में हमारे पास एक कोड होता है डिजाइन और निर्माण के लिए अभ्यास भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण के लिए अभ्यास फिर से एक कोड जिसे बहुत पहले अपडेट नहीं किया गया है 5 6 साल पहले IS 4326 तो IS 4326 का विशिष्ट संदर्भ और यह राष्ट्रीय भवन कोड IS 1893 भाग 1 के ढांचे के भीतर है और 4326 को ठीक काम करना होगा तो यह आवश्यक है कि इस स्तर पर आप अपने आप को इन कोड के विभिन्न खंडों से परिचित कराना शुरू करना हैं तो मुझे इस ढांचे को समझने से शुरू करना चाहिए जो संरचनाओं के डिजाइन के लिए निर्धारित किया गया है इसलिए इससे पहले कि हम विशिष्ट पहलुओं पर विचार करें यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का डिजाइन भूकंप इनपुट को सही खुद तय करने के लिए उपलब्ध है अपने भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन में शियर बलों से निपटने और उन शियर बलों को स्थापित होने के लिए एक आधार है कि हमें आने वाले इन शियर ताकतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है हम चर्चा कर रहे थे कि भवन के आधार शियर से लेकर मंजिला शियर तक दीवार शियर और डिजाइन के लिए घाट शियर तक आपको काम करना होगा लेकिन आधार शियर स्थापित करने के लिए हमें IS 1893 भाग 1 पर वापस जाना होगा जो स्थापित करता है कि आप किसी दिए गए भवन के लिए पार्श्व भूकंपीय गुणांक कैसे अनुमान लगाएंगे अब सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं हम इस बात की बारीकियों में जाएंगे कि हम पार्श्व भूकंपीय गुणांक में कैसे पहुंचे लेकिन आज इस बिंदु पर मैं आर कारकों की इस अवधारणा पर ध्यान देना चाहूंगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनी हुई संरचनात्मक प्रणाली के डिजाइन बलों की स्थापना के लिए हैं तो सामने जो तालिका दिखाई देती है वह आईएस 1893 भाग 1 की तालिका 9 का प्रजनन है और यह कम रूप में है कि इसे वास्तव में 5 विभिन्न प्रणालियों पर प्रस्तुत किया है तालिका अधिक विस्तृत है लेकिन यह 5 विभिन्न प्रणालियाँ के बारे में बात करती है और उप प्रणालियाँ और आगे के वर्गीकरण हैं जहाँ तक भारतीय कोड हैं मैं अब तक 5 व्यापक वर्गीकरण देख रहा हूं संरचनात्मक संरचना पार्श्व भार प्रतिरोध के लिए संबंधित हैं और यहां 5 प्रकार के सिस्टम हैं रेगुलर मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स विशेष नियमों के साथ मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स ब्रेसड फ़्रेम सिस्टम स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम ड्यूल सिस्टम फ्लैट स्लैब सिस्टम तो मोटे तौर पर यह वर्गीकरण है मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स आप तुरंत प्रबलित कंक्रीट सोच सकते हैं और स्टील मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स के बारे में सोचें जो हम बात कर रहे हैं ब्रेसड फ़्रेम सिस्टम हम फिर से मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स की बात कर रहे हैं लेकिन आपके पास अतिरिक्त भूकंपीय प्रतिरोध ब्रेसिज़ हैं और फिर आप स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम पर आते हैं स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम में यह वह जगह है जहाँ हमारा भार वहन करने वाले मैसनरी निर्माण होगा आपके पास ड्यूल सिस्टम है जहां आपके पास एक शियर वॉल सिस्टम है एक प्रबलित कंक्रीट शियर वॉल सिस्टम लेकिन आपके पास मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स है मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स पार्श्व भार प्रतिरोध के लिए डिजाइन नहीं किया गया है लेकिन शियर वॉल के लिए पार्श्व भार प्रतिरोध डिज़ाइन किया गया है यही ड्यूल सिस्टम के बारे में है और फिर आपके पास फ्लैट स्लैब सिस्टम और कोड इसमें 2016 में संशोधन किया गया हैजिसमें एक अलग श्रेणी पेश की गई जो कि फ्लैट स्लैब सिस्टम को अच्छे भूकंप प्रदर्शन में नहीं दिखाती है और इसे प्रबलित कंक्रीट मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स या ड्यूल सिस्टमया शियर वॉल सिस्टम से बाहर निकला गया हैं तो हम विशेष रूप से स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम में दिलचस्पी रखते है और भार वहन करने वाली मैसनरी निर्माण और शियर वॉल सिस्टम में आ जाएगा प्रबलित कंक्रीट शियर वॉल सिस्टम में आ जाएगा चूंकि भार वहन करने वाले मैसनरी के निर्माण शियर की दीवारों के रूप में मैसनरी दीवारों पर निर्भर करते हैं आप संरचनात्मक दीवार सिस्टम के नीचे प्रबलित मैसनरी या असंक्रमित मैसनरी का स्थान जहाँ तक R कारकों का संबंध है देख सकते हैं दाहिने हाथ की तरफ आपके पास आर कारक हैं कोड आपको एक टाइपोलॉजी या एक उपश्रेणी के लिए विशिष्ट आर कारक देगा मैंने आपको इनमें से प्रत्येक समूह के भीतर की सीमाएँ दी हैं और आप देख सकते हैं कि आर कारक आमतौर पर 3 और 4 के बीच होते हैं जो अधिकतम 5 तक जा रहे हैं जहां तक विशेष मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स संबंधित हैं तो हम आर कारक को परिभाषित करते हैं R कारक एक संख्या है जो सीधे पार्श्व भार प्रतिरोध समारोह के प्रकार से जुड़ा हुआ है संरचनात्मक प्रणाली का विकल्प प्रदान करता है और यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में सिस्टम की गैर रैखिकता को पकड़ लेता है यह एक एकल पैरामीटर नहीं है जो आर कारक को प्रभावित करता है लेकिन कई कारक जो संख्या को स्वयं प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए यह समझने के लिए कि आर कारक क्या है इसे तोड़ना आवश्यक है इसमें ऐसी ताकत भी शामिल है जो संरचनात्मक प्रणालियों और इसके विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है और यह सिस्टम कितना लचीलापन ले सकता है यह इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एक निश्चित संरचनात्मक प्रणाली कितना लचीलापन दे सकती है यदि आप एक अप्रबलित मैसनरी संरचना लेते हैं तो आपके पास कम लचीलापन है जहां तक संरचनात्मक प्रणाली पार्श्व लोड प्रतिरोध के लिए है जहाँ तक मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स या एक शियर वॉल सिस्टम प्रबलित रूप से कंक्रीट दे सकती है या स्टील आपको अप्रबलित मैसनरी संरचना की तुलना में अधिक उच्च लचीलापन दे सकता है इसलिए R फैक्टर सिस्टम में उपलब्ध नॉन लीनियरिटी को स्वयं और हम डिजाइन बलों को कम करने के लिए इस आर कारक को सीधे लागू करते हैं और यही कारण है कि यह सावधानी से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है यदि डिजाइन बल प्रणाली की नमनीयता पर आ जाता है तो डिजाइन बलों को कम कर सकते हैं क्योंकि अगर संरचना में इनैलास्टिकली ख़राब हो सकती है और अभी भी पार्श्व बलों का विरोध करते हैंतो सिस्टम अच्छा व्यवहार कर सकता है तो ये आर कारक सीधे आपके डिजाइन बलों की कमी का कारण बनते हैं यदि सिस्टम में लचीलापन उपलब्ध नहीं है आप डिज़ाइन बलों को कम नहीं कर सकते और यही कारण है कि मैसनरी संरचनाओं की तरह कुछ प्रणालियाँ जो अप्रबलित मैसनरी प्रारूप में अच्छा लचीलापन नहीं प्रदान करती हैं उनको उच्च प्रतिक्रिया कमी कारक या आर कारक नहीं दिया जाता है आप अभी भी निर्माण में लोचदार डिज़ाइन बल को कम से कम उपयोग करते हैं तो यही आर कारक कर रहा है तो यह हमारे लिए उपयोगी है और इन संरचनात्मक वाल सिस्टम के भीतर जाने और जांचने के लिए आपके पास क्या वितरण है जहां तक मैसनरी के निर्माण का सवाल है तो इस तालिका के भीतर जो प्रतिक्रिया में कमी कारकों को देखता है लोड बेअरिंग मैसनरी वाली इमारतें को देखता है फिर यह प्रबलित कंक्रीट शियर वाल सिस्टम को देखना शुरू कर देता है लेकिन अब भार वहन करने वाले मैसनरी के निर्माण को देखे इस के तहत 5 अलग अलग श्रेणियां दी गई हैं अप्रबलित मैसनरी को अविभाजित मैसनरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां डिजाइन आईएस 1905 के अनुसार निर्धारित किया जाता है लेकिन क्षैतिज प्रबलित कंक्रीट भूकंपीय बैंड के बिना इमारत किसी भी भूकंप का विरोध करने वाली विशेषता से रहित है जो आप सोच सकते हैं कि क्षैतिज भूकंपी बैंड न्यूनतम आवश्यक तत्व है एक सतत क्षैतिज भूकंपीय बैंड एक न्यूनतम तत्व है जो भूकंप प्रतिरोध प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो संरचना में प्रदान नहीं किया गया है तो यह क्षैतिज भूकंपीय बैंड के बिना अप्रतिबंधित मैसनरी श्रेणी में आता है यह कोड में वह श्रेणी है जिसमें प्रतिक्रिया में कमी का कारक मूल्य सबसे कम होता है जो 15 पर खड़ा है जिसका अर्थ है कि आप लोचदार डिजाइन बल ले सकते हैं और भाजक में 15 तक कम कर सकते हैं आर मूल्य द्वारा विभाजित आपका लोचदार डिजाइन बल 15 है दूसरी श्रेणी URM है जिसे फिर से क्षैतिज भूकंपी बैंड के साथ IS 1905 के अनुसार डिजाइन किया गया है तो अब आपको इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि क्षैतिज भूकंपीय बैंड प्रबलित कंक्रीट में प्रबलित तत्व हैं संरचना में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति अभी भी मैसनरी में गैर मैसनरी वाले निर्माण के रूप में छोड़ती है इसलिए आप क्षैतिज RC भूकंपीय बैंड प्रदान करते हैं या नहीं हम अविवादित मैसनरी का उल्लेख कर रहे हैं तो क्षैतिज RC भूकंपीय बैंड एक अतिरिक्त विशेषता है जिस क्षण आप एक क्षैतिज भूकंपीय बैंड की तरह एक अतिरिक्त सुविधा देते हैं आप देखते हैं कि आर कारक को लगभग 2 तक बढ़ाया जा सकता है तो लोचदार बल को डिज़ाइन बल का आधा किया जा सकता है बेस शियर को आधा किया जा सकता है अगर आरसी बैंड उपलब्ध हैं उस संबंध में यदि आप पिछली संख्या देखते हैं 15 यह 15 अंतर्निहित लचीलापन है जो मैसनरी में उपलब्ध है यह महत्वपूर्ण नहीं है यह बहुत कम हैं और अधिकतम 50 प्रतिशत है जो लोचदार व्यवहार से अधिक है जो मैसनरी के शुद्ध भूकंप प्रतिरोध के रूप में मिलता है लेकिन जिस क्षण आप एक क्षैतिज भूकंपीय बैंड प्रदान करते हैं वहाँ कुछ कारावास है जो कि बिल्डिंग में आता है कुछ टाई है जो बिल्डिंग में आती है और आप अपने डिजाइन बल को आधे से 50 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं तो हम थोड़ी देर में आर कारक के विशिष्ट पर आ जाएंगे लेकिन आर कारक एक संख्या है जो कई मापदंडों के लिए एक साथ होती है यह अनिश्चितता शक्ति के रूप में अच्छी तरह से हो सकती है आप एक निश्चित आवश्यकता निश्चित शक्ति के लिए संरचना डिजाइन कर रहे हैं लेकिन निहित परिवर्तनशीलता सामग्री वास्तव में एक उच्च शक्ति प्रदान कर सकते हैं तो यह अनिश्चितता है कि कोड वास्तव में आर कारक के रूप में लेता है लेकिन यह प्रणाली में अधिकतम तक पहुँचने के लिए कितनी डक्टिलिटी दे सकती है पीक क्षमता के बाद कितनी पीक की क्षमता है कितनी विरूपण क्षमता को सिस्टम अनुमति देता है उसको बिना खोए तो आवश्यक है कि चोटी की क्षमता को शिखर क्षमता में गिरावट के बिना बनाए रखा जाता है विरूपण क्षमता उपलब्ध होनी चाहिए तो लोच में आर कारक शिखर व्यवहार और चरम व्यवहार प्रणाली की देखभाल कर रहे हैं तो आप लोचदार डिजाइन बल लेते हैं और आर द्वारा लोचदार डिजाइन बल को विभाजित करते हैं मैंने इस स्तर पर कोड अभिव्यक्तियाँ को पुन पेश नहीं किया है क्योंकि हम जहाँ तक कोड भावों को भूकंपीय डिजाइन का संबंध है से संबोधित करेंगे लेकिन R एक ऐसा कारक है जो नुमेरेटर में बैठता है तो आपके पास लोचदार डिजाइन बल है जो हमें पार्श्व भूकंपीय गुणांक और भवन के लिए आधार शियर स्थापित करने में मदद करता है और आप इसे 1 से अधिक मान से विभाजित करते हैं यही वजह है कि आप डिजाइन बल को कम कर रहे हैं यदि सिस्टम आपको एक निश्चित लचीलापन दे सकता है इसलिए हमने दूसरी श्रेणी देखी जो क्षैतिज भूकंपीय बैंड के साथ असंबद्ध मैसनरी वाली इमारतें हैं लेकिन अब अगर आप उन संरचनाओं की जांच करते हैं जिन्हें IS 4326 के अनुसार डिजाइन किया जाना है इस कोड के लिए आवश्यक है कि इमारतों की श्रेणियों के एक निश्चित समूह का एक सेट होना चाहिए जो दोनों क्षैतिज आर सी भूकंपीय बैंड और वर्टिकल प्रबलित कंक्रीट तत्वों के साथ प्रदान की गई हो प्रबलित कंक्रीट तत्वों को दीवारों के चौराहे पर और प्रबलित कंक्रीट तत्वों को दरवाजे और खिड़कियां की तरह दीवारों में ओपनिंग के आसपास प्रदान किया जाता है और ये वर्टिकल बैंड क्षैतिज भूकंपीय बैंड के साथ बंधे हैं और एक साथ मैसनरी को परिभाषित करने के लिए एक नेटवर्क के रूप में काम करता है और तनाव प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है जो कि अप्रबलित मैसनरी नहीं करता है इसलिए यदि आप अनारक्षित मैसनरी वाली इमारतों की श्रेणियों को देख रहे हैं तो फिर से वर्टिकल और क्षैतिज भूकंपीय बैंड मैसनरी को प्रबलित मैसनरी नहीं बनाते हैं यह अभी भी एक अप्रबलित मैसनरी लोड बेअरिंग निर्माण है लेकिन इसे एक नेटवर्क के साथ प्रदान किया जाता है और यदि आप क्षैतिज और वर्टिकल भूकंपीय बैंड प्रदान करने के लिए थे तो कमी कारक उच्चतम 25 के रूप में ऊपर जाता है और अंत में जिस श्रेणी को हमने हाल ही में कोड में पेश किया है प्रबलित मैसनरी हैं तो प्रबलित मैसनरी है जब पीयर्स और स्पंद्रेल को स्टील के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रदान किया जाता है जो फ्लेक्सुरल वाल के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है या एक विशिष्ट डिजाइन के खिलाफ शियर की दीवारें तो आपके पास एक डिज़ाइन पल है आपके पास डिजाइन शियर बल है और यदि आप स्टील रएंफोर्रसमेंट की मात्रा का अनुमान लगाते हैं जो एक दीवार में रखा होना चाहिए उन डिजाइन बलों के लिए फिर आपको प्रबलित मैसनरी मिलती है पिछली 3 श्रेणियों में बैंड प्रबलित कंक्रीट में प्रबलित मैसनरी का प्रावधान नहीं करता है यह अभी भी अप्रबलित मैसनरी है इसलिए प्रबलित मैसनरी यह एक संख्या जो यहां बैठी है भ्रामक नहीं है लेकिन हम एक पल में प्रबलित मैसनरी कोड की विशिष्ट सिफारिश पर जाएंगे आर कारक 4 के रूप में उच्च जा सकता है जो कि एक प्रबलित कंक्रीट शियर वॉल सिस्टम के समान है इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से जहां तक भूकंप प्रतिरोध का संबंध है प्रबलित मैसनरी शियर वाल एक प्रबलित कंक्रीट शियर वाल के साथ साथ व्यवहार कर सकती है तो आप भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए एक सुरक्षित समाधान के रूप में प्रबलित मैसनरी को देख सकते हैं तो प्रबलित मैसनरी एक औसत पर अगर आप प्रबलित मैसनरी एनबीसी के भाग 6 खंड 4 की बात कर रहे हैं फिर आप आर कारक में 3 से भी उच्च की बात कर रहे हैं अंतिम श्रेणी हम पाठ्यक्रम के अंत में संबोधित करेंगे जो सीमित मैसनरी हैं जिसमें कोड नहीं होता है वह आज राष्ट्रीय भवन कोड में आ गई है फिर से प्रबलित मैसनरी निर्माण के बराबर एक प्रतिक्रिया कमी कारक की बात करते है जो सीमित मैसनरी निर्माण के बनाए व्यवहार के अनुरूप है यहां तक कि उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में जहां सीमित मैसनरी प्रदान की जाती है आपके पास सीमित मैसनरी निर्माण का उत्कृष्ट प्रदर्शन हैं और हम चिली जैसे देशों की बात कर रहे हैं जिसमें भूकंप की बहुत अधिक गतिविधियां होती हैं जहाँ सीमित मैसनरी निर्माण आवासीय निर्माण के लिए प्राकृतिक विकल्प होता है कम वृद्धि आवासीय निर्माण तो यह एक महत्वपूर्ण कथन है कि एक टोपोलॉजी सीमित मैसनरी जो एक टोपोलॉजी है जहाँ तक कि डिजाइन के रूप में चिंतित है प्रबलित मैसनरी जितना परिष्कृत नहीं है क्योंकि दिशा निर्देश मैसनरी निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं डिजाइन गणना को न्यूनतम रखा गया हैं सीमित मैसनरी को उम्मीद के साथ पेश किया गया है कि निर्माण क्षेत्र एक सरल प्रणाली को अवशोषित करने में सक्षम है जो पर्याप्त सुरक्षित है तो दुनिया भर में सीमित मैसनरी कोड डिजाइन गणना पर भारी नहीं हैं वे भूकंप प्रतिरोध के लिए क्या किया जाना चाहिए इसके संदर्भ में अधिक निर्धारित हैं महत्वपूर्ण कथन जो यह कोड बना रहा है वह यह है कि आपके निर्माण अपरिचित बने रहेंगे यदि आप केवल बैंड शुरू कर रहे हैं आरसी बैंड और आर कारक अधिकतम 25 तक जा सकते हैं एक बार जब आप डिजाइन करते हैं तो आपके पास तीन के रूप में प्रतिक्रिया में कमी कारक होते हैं यदि आप प्रबलित मैसनरी के साथ डिजाइन कर रहे हैं तो आप लोचदार डिजाइन बल को एक तिहाई तक कम कर सकते हैं और इसलिए यह सीमित मैसनरी के साथ है तो एक विशिष्ट क्लॉज को लाना है जिसे अब IS 1893 भाग 1 2016 में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोड तालिका के नोट में हैं तालिका जो आपको आर कारक बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि आप पार्श्व प्रतिरोध प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जैसे प्रबलित कंक्रीट और स्टील की इमारतों के रूप में फिर कोड को भूकंपी क्षेत्र III IV और V में आवश्यकता होती है जो उच्च भूकंपीय क्षेत्रों के लिए मध्यम हैं ये प्रबलित कंक्रीट और स्टील की इमारतों को एक नमनीय तरीके से व्यवहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है परिणामस्वरूप संरचनात्मक वाल सिस्टम की श्रेणी के तहत पहली श्रेणी बिना बैंड के अप्रबलित मैसनरी का निर्माण भूकंपीय क्षेत्रों III IV और V में नहीं किया जा सकता है एक परिणाम के रूप में क्योंकि यह एक तन्य प्रणाली नहीं है तो अविवादित मैसनरी वह श्रेणी जो भूकंपीय प्रतिरोध प्रणालियों से रहित है ज़ोन II तक सीमित है ये 2016 में हमारे कोड के संबंध में कुछ ऐसा है जो एक ऐतिहासिक परिचय है जिसका मतलब हैं की उन क्षेत्रों में भी जो मध्यम भूकंपीय गतिविधि जैसे कि चेन्नई हम अप्रबलित मैसनरी डिजाइन नहीं कर सकते आप केवल डिजाइन कर सकते हैं आप केवल भूकंपीय प्रतिरोध मैसनरी डिजाइन कर सकते हैं और हम एक भूकंपीय विरोध मैसनरी देखेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण खंड है और यही कारण है कि मैंने भूकंपीय क्षेत्र के नक्शे को फिर से तैयार किया है उम्मीद है कि जिस पर निवास किया जाएगा उसे संशोधित किया जाएगा जो कि एक संभाव्य दृष्टिकोण पर आधारित है आपको क्षेत्र II III IV और V दिखाना है और देश के 30 से 40 प्रतिशत का हिस्सा है जहां आप वास्तव में अप्रबलित मैसनरी डिजाइन कर सकते हैं इसलिए कोड IS 1905 अब देश के केवल एक छोटे से हिस्से में धकेल दिया जा रहा है जहां भूकंप बल भूकंप की गतिविधि कम है तो कृपया इसे स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कहां आईएस 1905 एक नियामक डिजाइन और नियामक आधार बनना बंद कर देता है हालाँकि 2016 कोड को आवश्यक है कि आपके द्वारा डिज़ाइन किया गया कोई भी निर्माण ज़ोन II या किसी अन्य क्षेत्र में हो भूकंप के पार्श्व बल का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए जो डिजाइन के लिए सही माना जाता है और यदि आप संख्याओं को देखते हैं तो ये संख्याएँ पार्श्व बल का बेस पार्श्व भूकंपीय गुणांक या बेस शियर का उपयोग करके स्थापित कर सकते हैं जो की तुलना में कम होने जा रहा है और ये न्यूनतम मान 07 प्रतिशत है जो संरचना का भूकंपीय वजन हैं यह प्रतिशत संरचना के भूकंपीय भार के प्रतिशत के रूप में है जोन II में यह लगभग 07 प्रतिशत है जोन III में 11 ज़ोन IV 16 जोन 5 24 हैं इसलिए कोड खंड 722 के विशेष खंड को लाने का कारण स्पष्ट है यहां तक कि अगर हम जोन II निर्माणों में आईएस 1905 की बात कर रहे हैं तो आपको जांच करनी होगी की एक पार्श्व बल के लिए कम से कम 07 भूकंपीय वजन हो तो 07 प्रतिशत डब्ल्यू का पार्श्व बल के रूप में लागू होता है डिजाइन में संरचना को पार्श्व बल प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए तो पार्श्व बल का एक न्यूनतम स्तर है जिसके लिए ज़ोन II बिल्डिंग में प्रतिरोध होना चाहिए यह बहुत अधिक छोटी संख्या हैं हालांकि यह आवश्यक है कि यह न्यूनतम डिजाइन बल की आवश्यकता के खिलाफ सत्यापित हो हमने क्षैतिज भूकंपीय बैंडों के बिना अप्रबलित मैसनरी श्रेणी को देखा क्षैतिज भूकंपी बैंड के साथ और वर्टिकल प्रबलित कंक्रीट दीवारों के कोनों पर और ओपनिंग्स के आसपास ठोस तत्व को देखा हैं तो उस दृष्टिकोण से इमारतों के वर्गीकरण को समझना महत्वपूर्ण है जो IS 4326 करता है IS 4326 जहां तक मैसनरी निर्माण संबंधित वर्गीकृत हैं A से E तक की इमारतें श्रेणी A को आज कोड से हटा दिया गया है श्रेणी A जोन I निर्माण है पहले हमारे पास ज़ोन I से ज़ोन V था आज आपके पास ज़ोन I नहीं है और इसलिए श्रेणी I वह क्षेत्र कहलाता है जिसे ज़ोन I भवन क्षेत्र कहते हैं तो श्रेणी ए की इमारत हमारे पास अब यह नहीं है और इसलिए यह तालिका बी से शुरू होता है और ई तक जाता है तो ऐतिहासिक तथ्य भी महत्वपूर्ण है हालांकि यह कोड भूकंप प्रतिरोधी सुविधाओं का एक सेट प्रदान करता है जो इमारत में शामिल किया जाना चाहिए यदि आप भार वहन करने वाली मैसनरी डिजाइन निर्माण 1905 के अनुसार कर रहे हैं इसलिए 1905 IS 4326 की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोलता है हालांकि 1893 इमारतों में न्यूनतम भूकंप प्रतिरोध के बारे में बात करता है 4326 और 1905 को एक साथ देखना होगा इसलिए भले ही आप IS 1905 के अनुसार भार वहन मैसनरी डिजाइन करें आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूकंप का विरोध करने वाली विशेषताएं IS 4326 के अनुसार प्रदान किया गया हो इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप IS 4326 को अनुशंसाओं के अनुसार देखते हैं तो यह दो महत्वपूर्ण समूह पर दिखता है 1 के महत्व वाले भवन और 15 के महत्व के साथ भवन अब यह महत्व कारक निर्णय लेने के लिए होता है की लोचदार डिजाइन बल IS 1893 भाग 1 में हैं इसलिए IS 1893 के पिछले संस्करण है दो महत्व कारक 1 और 15 हैं आज हमारे पास एक और महत्वपूर्ण कारक है हम एक क्षण में उसके पास आ जाएंगे लेकिन आईएस 1893 के पुराने संस्करण में 1 और 15 दो महत्वपूर्ण कारक थे तो सभी साधारण इमारतों में 1 कारक का महत्व होगा तो आवासीय भवनों वाणिज्यिक भवनों कार्यालय भवनों में 1 का महत्वपूर्ण कारक होगा हालाँकि यदि आपके पास महत्वपूर्ण भवन संदर्भित है जहां बड़ी संख्या में लोगों की मंडली हो स्कूल अन्य प्रकार के विधानसभा भवन भवन जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपदाओं के दौरान जैसे पुलिस स्टेशन अस्पताल टेलीफोन एक्सचेंज इमारते जिन में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और पुल जो महत्वपूर्ण कार्य किया करते है जब कोई आपदा होती है तब वह 15 की श्रेणी में आ जाते हैं इसलिए आईएस 1893 के पहले संस्करण में इमारतों को महत्व के कारक 1 और 15 में वर्गीकृत किया गया था और उस श्रेणीबद्ध इमारतों के आधार पर जिस भूकंपीय क्षेत्र में आप इन निर्माणों को श्रेणी बी श्रेणी सी श्रेणी डी और श्रेणी ई बिल्डिंग के रूप में डिजाइन कर रहे हैं और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यदि महत्वपूर्ण इमारत भूकंपीय जोन II में डिजाइन की जा रही है जो स्वचालित रूप से श्रेणी सी भवन बन जाती है जो एक नियमित भवन या साधारण भवन के रूप में अच्छा है जो भूकंपीय जोन III में डिजाइन किया गई हो तो सी श्रेणी 15 भूकंपीय जोन II के लिए महत्वपूर्ण कारक है तो एक महत्वपूर्ण इमारत भूकंपीय क्षेत्र II में भूकंपीय क्षेत्र III की एक साधारण इमारत के बराबर मानी जाती है भूकंपीय क्षेत्र IV में नियमित इमारत एक महत्वपूर्ण इमारत भूकंपीय क्षेत्र III के साथ सममूल्य पर है और भूकंपीय क्षेत्र V में नियमित निर्माण एक महत्वपूर्ण भूकंपीय क्षेत्र IV में निर्माण के साथ सममूल्य पर है और हम ई के साथ रुक गए और भूकंपीय क्षेत्र V में भी महत्वपूर्ण निर्माण पर गए अब कोड बताता है कि अगर यह श्रेणी बी के अंदर है ये भूकंप प्रतिरोधी विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए हमने क्षैतिज भूकंपीय बैंड के बारे में बात की हैं हमने वर्टिकल स्टील के बारे में बात की हैं तो ये भवन की श्रेणी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं जब हम भूकंप प्रतिरोध के बारे में विस्तार से देखना शुरू करते हैं तब हम उस पर आएंगे तो यह 1905 के अनुसार फ्रेम वर्क हैं जहाँ तक भूकंपीय डिजाइन के भीतर 4326 की रूपरेखा का संबंध है जब हम भूकंपीय वजन के बारे में बात करते हैं तो यह उस इमारत का वजन होता है जो भूकंप के दौरान इनरटीएल बलों में भाग लेंगा तो आप मूल रूप से संरचना के वजन का अनुमान लगा रहे हैं जो इनरटीएल बलों को बढ़ाने में भाग लेगा हम उस अनुमान को योगदान के रूप में लाइव लोड के हिस्से पर भी विचार करते हैं तो यह मृत हैं और लाइव लोड संयोजन जिसे हम भूकंपीय वजन के रूप में मानते हैं और फिर उसका अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं यह एक आसान ढांचा है इनरटीएल प्रभावों के कारण से पार्श्व बलों से भूकंप उत्पन्न होते हैं हम पार्श्व बल के डिजाइन पर विचार करते हैं जो संरचना के भूकंपीय वजन के अनुपात से आने वाले हैं एक महत्वपूर्ण कारक और ज़ोन भी बढ़ रहा है क्या वह दूसरी आवश्यकता है जहाँ तक कि डिजाइन और विवरण आता है हाँ यह दो अलग चीजें हैं एक आप ज़ोन II से ज़ोन V के लिए जा रहे हैं जब आप ज़ोन II से ज़ोन V में जा रहे होते हैं आपका डिज़ाइन बल उस बल को बढ़ा रहा है जो बल आप डिजाइन करने में उपयोग कर रहे हैं जब आप एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जा रहे हों जहाँ तक IS 4326 का संबंध है ये अतिरिक्त भूकंपीय प्रतिरोधी विशेषताएं हैं जिन्हें आपको संरचना के निष्पादन के दौरान जगह देने की आवश्यकता होती है तो उस विचार से भूकंपीय क्षेत्र का कितना प्रभाव पड़ता है उस भूकंपीय बल पर जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं भवन की श्रेणी और यही कारण है कोड फिर क्यों महत्वपूर्ण कारक को देखता है और ठीक कहता है आप डिजाइन बल के दिए गए स्तर के लिए डिज़ाइन करते हैं हालांकि अगर यह महत्वपूर्ण इमारत बनाम नियमित इमारत है तो अतिरिक्त सुविधाओं को रखें जो भूकम्पीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं तो ये अलग अलग विचारों से आ रहे हैंजिनके अलग अलग आधार हैं तो जहां तक डिजाइन का संबंध है आप महत्व कारक 1 से 15 पर आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि आप महत्व कारक 1 से 15 तक बढ़ रहे हैं यह कारक वास्तव में पार्श्व भूकंपीय बल पर ही प्रतिबिंबित होता है आपके पास पार्श्व भूकंपीय बल का अनुमान हैं जो आई से मल्टीप्लाई और आर द्वारा डिवाइड किया जायेगा हम जब डिजाइन पर आएंगे तब इसकी जांच करेंगे लेकिन पार्श्व भूकंपीय गुणांक ए एच द्वारा दिया गया है Z I S ⋅ ⋅ AR g a h 2 Z Zone Factor I Importance Factor R Response Reduction Factor S Spectral Acceleration a यह भूकंपीय पार्श्व भूकंपीय गुणांक है Ah पार्श्व भूकंपीय गुणांक है और संरचना पर कुल आधार शियर भूकंप वजन इंटो Ah है जिससे आप को डिजाइन बल मिलता है तो जहां तक महत्व कारक का संबंध है डिजाइन बल बढ़ेगा यदि आप एक महत्वपूर्ण इमारत देख रहे हैं तो क्योंकि एक साधारण भवन की स्थिति Iमें यह 1 है लेकिन यदि यह महत्वपूर्ण इमारत है तो पहले से ही डिजाइन भूकंपीय गुणांक 15 से बढ़ रहा है इसके अलावा यह उस पर निर्भर करता है की आप किस श्रेणी में आते हैं 4326 में भूकंप के प्रतिरोधी नुस्खे के लिए विशिष्ट सिफारिशें हैं छात्र वास्तव में हम इसे दो बार कर रहे हैं वास्तव में आप इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैसनरी संरचना के पार्श्व डिजाइन के लिए भी डिजाइन बल की आवश्यकता होती है तो अप्रबलित मैसनरी वाले हिस्से के आयाम पर भी विचार किया जा रहा है वर्गीकरण केवल उन सुविधाओं की संख्या को बढ़ाता है जो आप अतिरिक्त आवश्यकताओं के रूप से बना रहे हैं इसलिए वे विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं हालाँकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण कारक हैं और हम देखेंगे कि कोड विशेष रूप से 4326 कैसे दर्शाता है आप देखें की 4326 एक 2013 कोड है लेकिन IS 1893 भाग 1 नया कोड है और एक अतिरिक्त महत्व कारक लाया गया है जो अब 12 है यह तालिका के कार्य के एक स्पैनर में होता है लेकिन हम देखेंगे कि इसे कैसे समायोजित किया जाएगा इसलिए यदि आपके पास साधारण इमारतें आवासीय वाणिज्यिक हैं जहां अधिवास 200 प्रतिशत से अधिक है जहां लोगों की एक बड़ी मण्डली होती है उसके लिए आवश्यकता होती है कि आपका महत्व कारक अब 1 नहीं बल्कि 12 है तो यह 1 और 15 के बीच है इसलिए तीसरी श्रेणी को लाया गया है जहाँ तक महत्व का संबंध है 12 कारक के साथ भूकंपीय गुणांक भी बदलता है इस में वृद्धि होगी इसलिए इसे ध्यान में रखें और हम IS 4326 में कुछ संशोधन देखेंगे जो IS 1893 भाग 1 की इस विशेष आवश्यकता को दर्शाते हैं आखिरी बात जिस पर मैं विचार करना चाहता हूं जहां तक आर कारकों का संबंध है क्या होता है जहां तक मैसनरी वाली शियर वॉल सिस्टम का संबंध है वही कोड करता है राष्ट्रीय भवन कोड क्या दर्शाता हैं जहाँ तक प्रबलित मैसनरी डिजाइन का संबंध है तो कोड की प्रबलित मैसनरी अनुभाग 3 प्रकार की दीवारों की बात करता है पहले प्रकार की दीवार को फिर से प्रबलित किया जाता है जो अप्रबलित मैसनरी है जहाँ डिजाइन IS 1905 के अनुसार है और फिर इसके अलावा आपको न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट प्रदान करना चाहिए यह रएंफोर्रसमेंट नहीं बनाया गया है यह न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट हैं और विशिष्ट खंड राष्ट्रीय भवन कोड 10721 यह देखना शुरू करता है कि आप न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट क्या दे रहे हैं न्यूनतम बार व्यास क्या है स्पेसिंग क्या है और यदि आप न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट प्रदान करते हैं तो टाइप ए दीवार का निर्माण डिजाइन उपयोग कर सकते हैं और भूकंपीय क्षेत्रों II और III के लिए प्रतिक्रिया कमी कारक 25 के साथ जिसका अर्थ है कि पहले हम प्रतिक्रिया कमी कारक 15 की बात कर रहे थे और 2 संदर्भ से बाहर हैं जो IS 1893 के संदर्भ में है क्योंकि आप प्रबलित मैसनरी कोड के तहत न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप R के रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं अपने डिजाइन बलों को प्राप्त करने के लिए अगली दो श्रेणियां बी और सी हैं जिन्हें प्रबलित मैसनरी के रूप में संदर्भित किया गया है प्रबलित मैसनरी को साधारण प्रबलित मैसनरी या विशेष प्रबलित मैसनरी के रूप में माना जाता है तो यहां दो श्रेणियां हैं साधारण प्रबलित मैसनरी और विशेष प्रबलित मैसनरी दोनों ज़ोन IV और V आप इस प्रकार का निर्माण कर सकते हैं और प्रतिक्रिया कमी कारक विशेष प्रबलित मैसनरी में III से IV तक भिन्न होता है वो न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट जो विशेष प्रबलित मैसनरी के लिए प्रदान करते हैं और वह सामान्य मामले की तुलना में बहुत अधिक हैं तो यह वही है जो हम टाइप बी और सी में देख रहे हैं रएंफोर्रसमेंट डिज़ाइन किया गया है टाइप बी और टाइप सी आप डिजाइन ताकतों के आधार पर रएंफोर्रसमेंट डिजाइन कर रहे हैं टाइप ए में आप रएंफोर्रसमेंट को डिजाइन नहीं कर रहे हैं आप न्यूनतम रएंफोर्रसमेंट डाल रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आप वॉल डिजाइनिंग बी और सी जहाँ तक राष्ट्रीय भवन कोड हैं जबकि दीवार A केवल IS 1905 के संबंध में डिजाइन होती हैं इसलिए यह समग्र वर्गीकरण है और फिर हम 1905 के डिजाइन के महत्वपूर्ण विचारों को देखते हुए अगले दो वर्गों को शुरू करेंगे और हमारे जोन II या जोन III निर्माणों के लिए परमिसिबल तनाव डिजाइन की रूपरेखा देखेंगे लेकिन अतिरिक्त रएंफोर्रसमेंट के साथ जो आप राष्ट्रीय भवन कोड या 4326 सिफारिशें के रूप में प्रदान करेंगे